नमस्ते यह लेक्चर 31 है आज हम फिर से डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे लेकिन विशेष तौर पर इसमें पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल बहुत ही उपयोगी होते है हम बहुत से उधाराणों से देखेंगे कि कैसे इंटीग्रल का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है यदि हम इंटीग्रांड और उसके साथ ही लिमिट्स को पोलर फॉर्म में बदल दें तो हम ऐसी परिस्थिति में पोलर फॉर्म को ध्यान में रखेंगे जब डोमेन को पोलर फॉर्म में वर्णित किया जा सकता है जैसे कि हमें सर्कुलर डोमेन दिया गया हो या फिर कुछ और तरह के डोमेन दिए गए हो जहाँ लिमिट्स को r और वेरीअबल में निर्धारित किया गया हो इस तरह की स्थितियों में इंटीग्रल को या फिर इंटीग्रांड को बदलने के बारे में सोचा जा सकता है जब इंटीग्रल में x2y2 दिया गया हो तब हम इसे पोलर फॉर्म में कार्टीज़न संबंधों की सहायता से बदल सकते है जो की इस प्रकार है xrcos और yrsin इस से x2y2 बराबर r2 हो जाता है इस तरह से यह कई स्थितियों में आसान हो जाता है तो इंटीग्रल के इंटीग्रांड और इंटीग्रेशन के डोमेन के आधार पर यह तय कर सकता है कि मूल्यांकन पोलर फॉर्म में बेहतर तरीके से किया जा सकता है या नहीं मान लें कि इस तरह से परिस्थिती दी गयी है जहाँ डोमेन की यह वाली कर्व r2θ है जो की θ का फंक्शन है और दूसरी कर्व यह है वो भी θ के फ़ंक्शन में दी गई है यानी कि यह पोलर रूप में दिया गया है ओरिजिन से इस बिंदु तक की दूरी r के बराबर है तथा कोण θ के बराबर है इस तरह की परिस्थिति में जब डोमेन दो कर्व r1θ और r2θ से घिरा है तब इंटीग्रेशन के मूल्यांकन को आसानी से पोलर कोऑर्डिनेट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है क्यूँकि यहाँ लिमिट्स को आसानी से सब्सिट्यूट किया जा सकता है यहाँ r की दिशा में यह r1θ से डोमेन में प्रवेश कर रहा है और r2θ से डोमेन से बाहर जा रहा है तथा कोण बराबर अल्फ़ा से बीटा तक है तो पोलर कोऑर्डिनेट में यह इस तरह से दिया जाता है लेकिन अगर इसे कार्टीजन कोऑर्डिनेट में पृथक किया जाता तो यह थोड़ा कठिन होता चूँकि यहाँ यह कर्व r2θ और r1θ सुपरिभाषित है अब हम देखेंगे कि इंटीग्रल क्या रूप लेता है जब पोलर कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ डोमेन को कार्टीजन प्रणाली की तरह ही पृथक रूप में छोटे सेल में बांटेंगे उदाहरण के तौर पर मान लेते है कि यह सेल Ai है इस सेल के लिए इस बिंदु से इस रेखा पर कोई भी बिंदु तक अर्धव्यास ri है यानी की ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी ri है ri में riri की बढ़त मानी गयी है यदि हमें दूसरे अर्धव्यास तक पहुँचना है यानी की यहाँ से इस बिंदु तक

Airiri2i2 ri2i2 2ririΔri2i2 riri2riΔi ririi यह सभी भिन्नताएँ होंगी जब कार्टीजन से पोलर स्थिति में इंटीग्रल होगा जब यह कार्टीजन में था तब इस दिशा में बढ़त x थी तथा इस दिशा में y और तब यह क्षेत्र Δx or Δy बन जाता है लेकिन इस स्थिति में हम सर्कुलर अथवा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे है यहाँ इस क्षेत्र में इस डोमेन का क्षेत्रफल ririi के बराबर है जबकि कार्टीजन कोऑर्डिनेट में यह केवल x की दिशा में बढ़त और y की दिशा में बढ़त का गुणनफल होता है यहाँ इसमें एक अतिरिक्त गुणक ri जुड़ गया है यहाँ हम फिर से ऐसा ही करेंगे अगर यहाँ फ़ंक्शन दिया गया है तो उसका मूल्य rij बिंदु पर प्राप्त करेंगे यानी कि यहाँ कहीं इसके मध्य में इंटीग्रल के रूप में लिखने पर j1nfrjj Aj बन जाता है θαrr1rr2frθrdrdθ अब लिमिट्स निर्धारित करेंगे यह बहुत ही आसान है हम डोमेन में r1θ से प्रवेश कर रहे है और r2θ से बाहर निकल रहे है तथा कोण α to β तक बदल रहा है तो यह है r और की सीमाएँ कार्टीजन की तुलना मे जहाँ केवल dx और dy ही थे यहाँ r एक अतिरिक्त गुणक भी है यहाँ भी कार्टीजन की ही भाँति फंक्शन है जिसका मूल्य r θ बिंदु पर प्राप्त किया गया है फिर यह अतिरिक्त गुणक r और फिर dr dθ है पूरे डोमेन को सम्मिलित करने के लिए और r की लिमिटस तय करनी होगी

θαrr1rr2frθrdrdθ अब हम देखेंगे की कैसे कार्टीजन इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है हालांकि यह हम पहले ही देख चुके है फिर भी स्पष्टीकरण के लिए इसे दोबारा देखते है अगर किसी डोमेन R पर इंटीग्रल ∬Rfxydxdy कार्टीजन में इस तरह दिया गया है तब उसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए xrcos औरyrsin में बदलेंगे और dx dy को rdrdθ में बदलेंगे तथा r और के बदलाव के आधार पर लिमिटस तय करेंगे जो डोमेन R को सम्मिलित करे तो यहाँ ∬Gfrcos rsin rdrdθ है क्योंकि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पोलर कोऑर्डिनेट में rdrdθ होगा जबकि कार्टीजन में क्षेत्रफल dx dy होगा एक बार फिर से इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए xrcos औरyrsin में बदलेंगे और यह dx dy को rdrdθ से बदलेंगे यह G वो ही क्षेत्र है केवल इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदला गया है अब हम उदाहरण की सहायता से देखेंगे की पोलर फॉर्म में इंटीग्रल कैसे हल किया जाता है अब हम एक बहुत ही सरल उदाहरण से शुरू करेंगे जिससे हमें a अर्धव्यास के सर्किल के पहले क्वाड्रंट का क्षेत्रफल प्राप्त करना है क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए फंक्शन f को 1 के बराबर मान लेंगे और फिर इसका इंटीग्रल rdrdθ पर प्राप्त करेंगे सर्किल के पहले क्वाड्रंट का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए θ0 to2 तक लेना होगा इस रेखा पर बराबर 0 है और इस रेखा पर जब पहुँचेंगे तब बराबर 2 होगा और r बराबर 0 से शुरू होता है तथा इस सर्किल तक जाता है जिसका अर्धव्यास a के बराबर है तो r की लिमिट 0 से a होगी और कोण की लिमिट 0 से 2 होगी इस इंटीग्रल को हल करने पर a22 प्राप्त होता है अब बाहरी इंटीग्रल हल करेंगे यानी कि के संदर्भ में इंटीग्रल हल करने पर यहाँ प्राप्त होगा जिसे हल करने पर 2 प्राप्त होगा तो इस तरह सर्कुलर क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होगा Aθ02r0ardrdθ a222 a24 तो यहाँ पर मूल्य a24 प्राप्त हुआ है जिसे हम आसानी से इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में बदल कर प्राप्त कर सकते है लेकिन कार्टीजन रूप में इसे हल करना थोड़ा जटिल होता है क्यूँकि x and y की लिमिट को स्थापित करने पर यह एक सर्किल की इक्वेशन में लिखा जाता पोलर फॉर्म में यह इक्वेशन सरल है ra इस पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए r0 to ra तक जाना होगा लेकिन कार्टीजन कोऑर्डिनेट में सर्कुलर इक्वेज़न x2y2a2 होती है तो जब x or y की लिमिट निर्धारित करेंगे उस के अनुसार a2 x2 and a2 y2 आएगा इस तरह की लिमिट से इंटीग्रेशन थोड़ा कठिन हो जाता है अगले उदाहरण में ∬Rex2y2dydx का मूल्यांकन करना है और क्षेत्र R एक सेमी सर्कुलर है जो की x axis और कर्व y1 x2 से घिरा है यह कर्व असल में y21 x2 यानी कि x2y21 है तो यह एक सर्किल है यहाँ क्षेत्र x axis और सर्किल के ऊपरी भाग से घिरा है क्षेत्र का चित्र बनाने पर पता चलता है की यह एक सेमी सर्कल है जिसका अर्धव्यास 1 है और यहाँ यह x axis है इस क्षेत्र पर हमें इंटेग्रेशन करना है चूँकि यह एक सर्कुलर क्षेत्र है तो इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने पर इंटेग्रेशन आसान हो जाएगा और दूसरा इसके इंटीग्रांड में x2y2 टर्म है तो इसे भी पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने पर आकलन आसान हो जाएगा अब इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करते है यानी कि ∬Rex2y2dydx का इसको पोलर फॉर्म में बदलने के लिए पहले xrcos और yrsin को इंटीग्रांड में सब्सिट्यूट करना होगा जिससे इंटीग्रांड में x2y2r2 बन जाएगा जिस से θ0r01er2rdrdθθ0er2201dθ12e 1प्राप्त होगा तो हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट से इसका आकलन काफ़ी आसान हो जाता है अब हम एक और उदाहरण हल करेंगे इस से हमें थोड़ी और इनसाइट मिलेगी हमें सिरकल r1 के बाहरी और कार्डियाड r21cos θ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करना है यह सर्किल है जिसका अर्धव्यास 2 है और केंद्र 0 है और फिर यह कार्डियाड है तो यह है कार्डियाड और यह है सर्किल जिसका अर्धव्यास 2 है और हमें क्षेत्रफल कार्डियाड के अंदर और सर्किल के बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करना है यानी कि चित्र में यह वाला हिस्सा तो यह हमारा डोमेन है इसमें भी पोलर कोऑर्डिनेट इस्तेमाल में लाने पर इसका आकलन करना आसान हो जाता है

पोलर कोऑर्डिनेट की सहायता से क्षेत्र R का xy प्लेन पर क्षेत्रफल प्राप्त करना है जो की एक सर्कल x2y24 तथा ऊपर की ओर से y1 और नीचे की ओर से y3x रेखा से सीमित है तो यहाँ दो रेखाएँ है y1 और y3x और फिर एक सर्किल है x2y24 चित्र में यह x2y24 सर्किल है और यह रेखा y3x और यह y1 है तो यह वो क्षेत्र है जो सर्किल से ऊपर से इस रेखा से और नीचे से इस रेखा से घिरा है इस क्षेत्र का पोलर कोऑर्डिनेट द्वारा क्षेत्रफल प्राप्त करना है अब r तथा की लिमिट्स तय करनी है इस बिंदु से कोण और इस बिंदु का कोण प्राप्त करना होगा पहले हमें यह दो बिंदु जहाँ यह रेखाएं मिल रही है को प्राप्त करना होगा यह y1 रेखा है और यह सर्किल x2y24 है तो यहाँ y1 सब्सिट्यूट करने पर x बराबर 3 प्राप्त होगा और यहाँ y3x रेखा है तो इसे x2y24 में सब्सिट्यूट करने पर x बराबर 1 तथा y बराबर 3 प्राप्त होगा इस से हम आसानी से कोण प्राप्त कर सकते है क्यूँकि सीधी दूरी 1 है और यह 3 है यानी कि tan of 13 होगा जिससे 6 प्राप्त होगा π6π3rcosec θr2r dr dθπ 33 तो इसमें मुख्य क्षेत्र का चित्र बनाना है और फिर लिमिट्स निर्धारित करना है अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते है हमें सॉलिड रीजन जो की ऊपर की ओर से सॉलिड पैराबोलॉयड z9 x2 y2 से और नीचे की ओर से एक सर्किल जिसका अर्धव्यास 1 है से घिरा है का वॉल्यूम प्राप्त करना है यानी कि इस सर्कल से ऊपर की ओर इस पैराबोलॉयड का वॉल्यूम प्राप्त करना है यहाँ r 0 to 1 होगा कोण की लिमिट के लिए सर्किल को इस्तेमाल में लाएँगे यानी कि कोण 0 to 2π होगा और इंटीग्रांड 9 x2 y2 पोलर कोऑर्डिनेट में 9 r2 बन जाएगा क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में x2y2 बराबर r2होता है उसके बाद r dr dθ आता है पहले की तरह इसे भी अब हम आसानी से हल कर सकते है इसे हल करने पर 172 प्राप्त होगा यह आखिरी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है 00e x2y2dxdy जिसे पोलर कोऑर्डिनेट द्वारा हल किया जा सकता है यहाँ लिमिट 0 से और फिर 0 से है यानी कि सिरकल का पहला क्वाड्रंट फिर है e x2y2dxdy तो इसे r और की टर्म्स में यह कोण 0 से 2 तक बदलेगा तथा r 0 से तक बदलेगा यहाँ टर्म e x2y2 में यह भाग r2 बन जाएगा और फिर dr dθ आएगा θ02r0e r2r dr dθθ02 12e r20dθ1224 तो इस इंटीग्रल का मूल्य है 4 जिसे की आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जब पोलर कोऑर्डिनेट में इसे हल किया जाए लेकिन इसे कार्टीजन कोऑर्डिनेट में हल करना बहुत ही कठिन है यहाँ पहले उदाहरण के आधार पर अब दूसरा उदाहरण हल करेंगे I0e x2dx दिया गया है जो की इस के बराबर है इसमें केवल इंटीग्रल के वेरीअबल को y के टर्म में लिखा गया है लेकिन इस से इसके मूल्य पर अंतर नहीं पड़ेगा अब इसके गुणा पर ध्यान देंगे देखें 0e x2dx0e y2dy I0e x2dx0e y2dy I0e x2dx0e y2dy 00e x2y2dxdy 4 ⟹0e x2dx2 इस से यह निष्कर्ष निकलता है की पोलर फ़ॉर्म में डबल इंटीग्रल बहुत उपयोगी है कुछ इंटीग्रल बहुत ही आसान हो जाते है इंटीग्रेशन का आकलन करना भी आसान हो जाता है इंटीग्रल इंटीग्रांड और डोमेन के आधार पर आसानी से तय किया जा सकता है की कार्टीजन या पोलर में से किस से बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकते है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जो इन लेक्चरस को बनाने में इस्तेमाल किए गए है धन्यवाद